सुप्रभात आपका स्वागत है इंजीनियरिंग मैट्रोलोजी पाठ्यक्रम में इस अध्याय में हम मीटरोलॉजी की स्टेटिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे डाटा के बारे में और जानेंगे मापन के स्केल क्या होते है यह कोई भौतिक स्केल नहीं बल्कि स्टैटिसटिकल स्केल होते हैं हम यहां तुलना करने की कोशिश करेंगे डाटा और इंफॉर्मेशन दो शब्दों को जिन्हें हम परस्पर एक दूसरे की जगह बहुत बार इस्तेमाल करते हैं आपने कुछ इस तरह की बातें सुनी होंगी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है मेरे पास डाटा है परंतु इन दोनों शब्दों में बहुत ही अंतर होता है जिसे हम आज अपनी इस चर्चा में शामिल करेंगे तत्पश्चात हम इस पर भी चर्चा करेंगे की डाटा क्वालिटेटिव और क्वानटेटिव डाटा क्या है हमारे आज के विषय में मापन के स्केल भी शामिल है हम आज इस कक्षा में डिस्क्रीट एवं कंटीन्यूअस डाटा के बारे में भी चर्चा करेंगे हम यह भी जानेंगे की इन डाटा का प्रोबेबिलिटी तथा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे प्रयोग होता है इस सब को शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर प्रोबेबिलिटी क्या है तथा कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी की रचना कैसे की जाती है और हम इससे क्या और कैसे सार निकल सकते हैं तथा भौतिक मापन से प्राप्त विशिष्ट डाटा हमें क्या प्रभाव देता है और हम उसे किस प्रकार विशिष्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हैं किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह की उपयोगिता होती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे तो चलिए पहले समझते हैं डाटा क्या है मापन के दौरान प्राप्त किए गए अवलोकन अथवा सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से प्राप्त अवलोकन या वैल्यूज का एक समूह डाटा कहलाता है डाटा दो प्रकार का होता है प्राइमरी डाटा तथा सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा वह डाटा है जो मूलभूत स्रोत जैसे प्रयोग द्वारा प्राप्त वैल्यू को कहते हैं जो कुछ हम लैबोरेट्री में प्रयोग करते समय देखते हैं तथा रिकॉर्ड करते हैं उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं सेकेंडरी डाटा वह डाटा है जो पहले से ही रिकॉर्ड किया गया हो जैसे कि नमूना मानक सेकेंडरी डाटा का उदाहरण है तो डाटा वैल्यूज का संग्रह है डाटा शब्द ग्रीक से लिया गया है जोकि डेटम शब्द है डेटम शब्द का इस्तेमाल से हमारा अर्थ एकल वैल्यू से है मान लीजिए कि इस स्टाइलस की लंबाई 15 से 17 के मध्य है मैं इसे 17 सेंटीमीटर मान लेता हूं यह एक वैल्यू है इसी प्रकार अगर मैं बहुत सारे स्टाइलस ले लूं और उन सब बनाते वक्त लंबाई का रिकॉर्ड रखो तो यह डाटा बन जाएगा तो यह एक डेटम है जिसमें वैल्यू का संग्रह है इसी प्रकार अगर मैं वैल्यूज को संग्रहित करता चलूं जैसे कि हमारे पास वैल्यूज है 17 सेंटीमीटर 171 सेंटीमीटर 169 सेंटीमीटर आदि तो यह सब डाटा होगा और यदि मैं डाटा को व्यापक स्तर यानि इंजीनियरिंग मैट्रोलोजी के बाहर इसका व्याख्यान करूं तो यह व्यापक स्तर पर संख्याओं का इस्तेमाल है यह संख्याएं वास्तव में दो प्रकार का डाटा है क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटिव डाटा कोई संख्या अथवा कोई गुण भी हो सकता है तो जैसे कि बिग डाटा जोकि उद्योगों से संबंधित है मैं प्रचुर मात्रा में डाटा होता है जैसे कि उद्योग की सप्लाई चैन साइकिल में कच्चे माल की वैल्यू से लेकर तैयार माल तक की वैल्यू सब कुछ डाटा है इस प्रकार के डाटा का हम मेट्रोलॉजी में समय समय पर इस्तेमाल करते हैं जब कभी हम कच्चा माल लेते हैं तो हम यह निश्चित करते हैं कि क्या यह कच्चा माल स्वीकार्य है अथवा नहीं फिर इसके लिए हमें कुछ मापन तथा गणना भी करनी पड़ती है हर बिंदु पर डाटा को संग्रहित किया जाता है तो इस प्रकार बिग डाटा में संपूर्ण सप्लाई चेन आ जाती है जिसमें वेंडर कौन है मूल्य कितना है बाजार का रुख क्या है तथा उपभोक्ता कितना मूल्य अदा करना चाहता है ऐसे सभी प्रश्न उत्तर सहित होते हैं डाटा हर क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों में मौजूद है परंतु यह संरचित तरीके से नहीं है बल्कि यह है असंरचित डाटा है ज्यादातर डाटा असंरचित की होता है वैज्ञानिक तौर पर डाटा बड़े बड़े संगठन तथा संस्थानों से प्राप्त किया जाता है जिसमें से इस्तेमाल योगिक इंफॉर्मेशन को निकाल लिया जाता है जैसे कि कुछ मूल्यांकन और गणना के पश्चात डाटा को संगठित या संरचित कर दिया जाता है उदाहरण के तौर पर 1234 और 5 यह सब ऊंचाई के डाटा हैं अगर मैं इन सब का मीन लेता हूं तो यह 17 सेंटीमीटर होगा हमारे पास n कंपोनेंट्स की ऊंचाई स्तर का मीन वैल्यू है जो कि 17 सेंटीमीटर है यह जानकारी डाटा से गणना करने पर या उसका विश्लेषण करने पर प्राप्त हुई है एक अन्य शब्द जिसके बारे में हमने ज्यादा विचार नहीं किया है वह है नॉलेज वास्तव में नॉलेज का अर्थ व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी के स्रोत से जुड़ा होता है जैसे कि क्या आपको इस उपकरण को चलाने की जानकारी है इस उदाहरण में व्यक्ति से उसकी नॉलेज पूछी गई है ना की जानकारी व्यक्ति के उत्तर में हम पाएंगे कि वह उस उपकरण को चलाने की जानकारी रखता है वास्तव में नॉलेज हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा हुई होती है जब हम किसी उपकरण को चलाते हैं तो यह समझा जाता है कि हमें उस उपकरण की पर्याप्त नॉलेज है जैसे कि उस उपकरण को कैसे पकड़ते हैं हमारे दायें हाथ में क्या पकड़ा हुआ होना चाहिए हमारे बायें हाथ में क्या होना चाहिए उपकरण कैसा दिखाई देता है उपकरण से हम कैसे रीडिंग ले सकते हैं जब यह सभी जानकारियां एक क्रमबद्ध तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं तब इसे वास्तव में नॉलेज कहा जाता है नॉलेज पूरी तरह व्यक्तिगत होती है इसीलिए प्रशिक्षक व्यवसायी व्याख्याता एवं प्रबंधक से जुड़े लोगों के पास अलग अलग प्रकार की नॉलेज हो सकती है इस प्रकार एक क्षेत्र की नॉलेज का दूसरे क्षेत्र की नॉलेज के साथ जुड़ना व्यक्ति को विशेषज्ञ बना देता है यह केवल और केवल इन दो शब्दों के अंतर को समझाने के लिए दिए गए उदाहरण हैं क्योंकि कई समय हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के परस्पर इस्तेमाल करते रहते हैं मैं यहां यही समझाना चाह रहा हूं कि यह दोनों शब्द कुछ अंतर अवश्य रखते हैं डाटा चाहे प्रायमरी सोर्स अथवा सेकेंडरी सोर्स से प्राप्त हुआ हो डाटा के अध्ययन की कार्यप्रणाली कई चीजों पर निर्भर करती है जैसे कि डाटा किन परिस्थितियों से प्राप्त हुआ है डाटा ट्रायंगुलेशन एवं डाटा परकोलेशन कुछ ऐसे ही तरीके हैं जिनसे हम डाटा का अध्ययन कर सकते हैं चलिए पाठ्यक्रम के अगले हिस्से में जहां पर हम चर्चा करेंगे क्वालिटेटिव बनाम क्वांटिटीव डाटा के बारे में यह शब्द स्वयं ही अपने बारे में बता रहे हैं क्वालिटेटिव डाटा वह होता है जिसमें क्वालिटी के बारे में तथा उसके गुणों के बारे में पता चलता हो जैसे कि कोई वस्तु जैसे यह पेन की क्वालिटी कितनी अच्छी या बुरी है इसे स्वीकार या अस्वीकार क्या किया जाता है यहां मैंने दो शब्द अच्छा या बुरा इस्तेमाल किए हैं इनके साथ साथ मैंने स्वीकार्य एवं अस्वीकार्य शब्द का प्रयोग भी किया है जिनका उत्तर मुझे हां या ना अथवा सही या गलत से प्राप्त होता है इस प्रकार का डाटा डाईकोटॉमस डाटा होता है यह शब्द क्वालिटेटिव गुणों से जुड़ा होता है चलिए क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटीव शब्दों का अंतर समझते हैं जब मैं किसी वस्तु की ऊंचाई अथवा लंबाई की बात करता हूं तो मैं यह कह सकता हूं कि यह वस्तु लंबी है या छोटी है या मध्यम आकार की है यानी कि हम इसे 3 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं तो यहां पर तीन प्रकार के गुण लंबा मध्यम तथा छोटा हो सकते हैं या मैं कह सकता हूं की गुण दो प्रकार के हैं लंबा और छोटा और इनके बीच मध्यम गुण होता है इसी प्रकार हम रंगों में भी गाढ़ा या हल्का रंग कह सकते हैं अगर आप किसी वस्तु के रंग को जैसे कि पीला नीला अथवा संतरी बताते हैं तो यह सब भी क्वालिटेटिव डाटा के उदाहरण हैं अब समझिए कि मैं इस क्षण इस पेंसिल के बारे में बात कर रहा हूं मान लेते हैं कि अगर इस पेंसिल की लंबाई 17 सेंटीमीटर हुई तो यह लंबी पेंसिल होगी अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हुई तो मध्यम आकार तथा 5 सेंटीमीटर होने पर छोटे आकार की होगी तो अगर मैं इस पेंसिल की लंबाई को मापता हूं तो यह वास्तव में एक संख्या होगी वास्तव में गुणों को मापा नहीं जा सकता बस उनकी समीक्षा की जा सकती है जैसे की 1710 5 क्योंकि पेंसिल की लंबाई को मापने पर लंबाई 1011121314125 135 हो सकती हैं मैं आपको यहां यह समझाना चाहता हूं की क्वालिटेटिव डाटा कहीं भाग में बांटा जा सकता है जैसे कि यहां 15 या 15 से ऊपर की पेंसिल लंबी है जबकि 15 से 8 के मध्य मध्यम आकार की पेंसिल हैं और 8 से नीचे छोटे आकार की पेंसिल हैं वास्तव में 15 से 8 के मध्य मध्यम आकार की पेंसिल हैं मध्यम से ज्यादा लंबा और मध्यम से कम छोटा है इस प्रकार हमें ज्यादा क्वांटिटीव डाटा का उपयोग नहीं है क्वालिटेटिवडाटा में अनुसंधान का महत्व सिर्फ जांच पड़ताल तक ही सीमित है I जैसे कि कोई वस्तु कितनी बड़ी अथवा इतनी छोटी है या किसी वस्तु की मात्रा इतनी ज्यादा इतनी कम है अथवा तापमान कितना गर्म या ठंडा है I यह सभी की जांच की जा सकती हैं I हम यहां पर ज्यादा ताक़तवर स्टैटिस्टिकल उपकरणों उपयोग नहीं कर सकते Iजबकि क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी स्टैटिस्टिकल उपकरणों होते हैं I कुछ मेजरमेंट जैसे कि गो नो गो गेजेस क्वांटिटीव डाटा से प्राप्त की गई है क्योंकि गो और नो गो वास्तव में क्वांटिटिव डाटा से प्राप्त होती है और हमारे पास गो और नो गो किनारो पर कुछ वैल्यूज लिखी होती है कई बार क्वांटिटिव डाटा प्राप्त नहीं किया जा सकता और हमें क्वालिटेटिव डाटा पर काम करना पड़ता है जैसे की फिट की गुडनेस की जांच के लिए हम चाई स्क्वैरेड टेस्ट ये जो अनुशंधान होता है यह पूर्णता खोजपूर्ण होता है यह नियंत्रण सीमा है जिसके ऊपर की वैल्यू को और ना ही नीचे की वैल्यू को स्वीकार किया जा सकता है Iइसलिए हमें क्वांटिटीव डाटा के आधार पर अपना निर्माण पूरा करना होगा I अगर हो सके तो हमेशा क्वांटिटीव डाटा मूल्य और समय पर महत्व देना चाहिए I ऐसा नहीं है कि क्वालिटेटिव डाटा पर निर्भर नहीं कर सकते परंतु उसका स्वीकार्य होना आवश्यक है जैसे कि कुछ मामलों में जहां पर डाटा इकट्ठा करने में समय लग सकता है उन मामलों में हम क्वालिटेटिव डाटा पर निर्भर कर सकते हैं उदाहरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग का डाटा I अगर हम पिछले 100 वर्षों में विभिन्न देशों के तापमान में आए परिवर्तन का डाटा लेते हैं तो यह क्वांटिटीव डाटा कहलायेगा I इस डाटा से हम क्वालिटेटिव जानकारी निकाल सकते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि I क्वांटिटीव डाटा तापमान के सटीक माप को कहा जा सकता है जबकि क्वालिटेटिव डाटा होगा की मेरे शहर कानपुर में तापमान कितना गर्म या ठंडा हुआ है I तापमान ठंडा या गर्म से हम क्या तापमान की सटीकता बता सकते हैं अगर मैं तापमान संवेदनशील यंत्र का इस्तेमाल कर इसे मापना चाहूं तो क्या मैं ऐसा खुले वातावरण में कर सकता हूं या नहीं इसके लिए मुझे वातावरण का सटीक तापमान पता होना चाहिए Iजैसे कि किसी सोलर प्लांट मैं स्थापित पी वी पैनल या सोलर पैनल पर पड़ने वाली तपिश को जानना हो I यह कुछ उदाहरण है I अगला बिंदु जिस पर हम विचार करेंगे वह है स्टैटिसटिकल ज्यादातर यह स्टैटिसटिक्स में इस्तेमाल होता है जैसा कि मैंने कहा था क्वालिटेटिव डाटा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास पर्याप्त टूल नहीं है इसलिए अगर डाटा क्वांटिटीव है तो उस पर स्टैटिसटिक्स का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की इंफॉरमेशन निकाली तथा निष्कर्ष पर आया जा सकता है यहां उपलब्ध सैंपल में क्वालिटेटिव डाटा एक प्रकार का गैर प्रतिनिधित्व वाला डाटा है जबकि क्वांटिटीव डाटा में हमें प्रतिनिधित्व मिलता है वास्तव में यह क्वालिटेटिव डाटा हम शुरुआती समझ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस शुरुआती समझ से अगर हमें जरूरत हो तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आगे प्रयोग कर सकते हैं परंतु बात यह है की इस संपूर्ण समझ के लिए हमारे पास हमारे किए गए कार्यों का संपूर्ण विवरण होना चाहिए अब हम बात करेंगे मेजरमेंट के स्केल के बारे में जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है जब हम डाटा को क्वालिटेटिव या क्वांटिटीव कहते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए की क्वालिटेटिव डाटा को कैटेगौरीकल डाटा भी कहा जाता है और यह वास्तव में संख्यात्मक डाटा होता है जैसे हमने यहां पहले ही बता दिया है कि यहां पर यह 01 है जब डाटा कैटेगौरीकल या क्वालिटेटिव होता है तो इसके दो मुख्य प्रकार है नॉमिनल व ऑर्डिनल जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 5 सैंपल है और मैं इन सैंपल को क्रमांक संख्या सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 सैंपल 4 सैंपल 5 आदि दे सकता हूं तो मैंने इस तरह इनके नाम रख दिए हैं यह नाम मुझे सहायता करेंगे यह बताने में कि मैं किस वक्त किस सैंपल की बात कर रहा हूं तथा यह पहचानने में भी की सैंपल संख्या 4 कौन सी है क्या यह संभव है कि बिना किसी और जानकारी के मैं यह कह दूं की सैंपल संख्या 5 सैंपल संख्या 4 से बेहतर है या फिर सैंपल संख्या 5 सैंपल संख्या 1 से बेहतर है क्या मैं किसी तरह की जानकारी यहां से निकाल सकता हूं ऐसे ही अगर मैं कुछ ऑपरेटर्स के नाम रखता हूं जैसे कि ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 ऑपरेटर 3 आदि वास्तव में यह वही ऑपरेटर हैं जो मेजरमेंट कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरी एक कारखाना है जिसमें दिन के 24 घंटे काम चलता रहता है और कारखाने में 8 8 घंटे के तीन चक्र बनाए गए हैं और हर चक्र में कामगार एक मशीन पर काम करता है इसका मतलब 24 घंटे काम करने के लिए मुझे 3 कामगारों की जरूरत होगी इसलिए मैं इन ऑपरेटर्स को ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 ऑपरेटर 3 कहता हूं मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है की ऑपरेटर 1 द्वारा बनाई गई वस्तु की गुणवत्ता कुछ हद तक ऑपरेटर 2 द्वारा बनाई गई वस्तु की गुणवत्ता से कम है और ऑपरेटर 3 द्वारा बनाई गई वस्तु की गुणवत्ता ऑपरेटर 1 वे ऑपरेटर 2 के मध्य है इस तरह का डाटा ऑर्डिनल डाटा कहलाता है अगर मैं कहुँ की ऑपरेटर 1 की कुशलता ऑपरेटर 2 की कुशलता से ज्यादा है और ऑपरेटर 3 की कुशलता ऑपरेटर 2 से ज्यादा है हम यहाँ इन ऑपरेटर्स को नाम भी दे सकते है जैसे की अमनदीप रामकुमार आदि तो यहाँ पर कुशलता एक गुण है जिसको कई तरीको से विस्तार किया जा सकता है परन्तु मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ की ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 ऑपरेटर 3 यह सभी सिर्फ नाम है ना की ये ऑपरेटरों की कुशलता कर क्रम है इस तरह के डाटा को ऑर्डिनल डाटा कहते हैं जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा की ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डाटा के साथ साथ क्वांटिटीव डाटा में भी हो सकते हैं क्वालिटेटिव डाटा में ऑर्डिनल डाटा के उदाहरण हमने पहले भी लिए थे जैसे लंबा मध्यम तथा छोटा यह एक क्रम है लंबा मध्यम से बड़ा मध्यम छोटे से बड़ा होता है क्वांटिटीव डाटा में हमें केवल जानकारी मिलती है कि 17 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से बड़ा है और 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से बड़ा है इस तरह के स्केल को हम नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल कहते हैं नॉमिनल स्केल में हम यह नहीं कह सकते की ऑपरेटर 2 ऑपरेटर 1 से बेहतर है परंतु ऑर्डिनल स्केल में ऑपरेटरों को उनकी कुशलता के आधार पर 1 से 10 के बीच यदि रखा जाए तो फिर ऑपरेटर 1 की कुशलता का स्तर 10 में से 8 है वही ऑपरेटर 3 की कुशलता का स्तर 10 में से 5 है और ऑपरेटर 2 की कुशलता का स्तर 10 में से 2 है तो इस तरह इन सब का क्रम जुड़ा हुआ है इसको ऑर्डिनल स्केल कह सकते हैं अगर अगले स्केल की बात करें तो क्वांटिटीव डाटा में मीट्रिक स्केल आता है इसी तरह अगला स्केल इंटरवल स्केल और रेशों स्केल है ये दोनों ही स्केल क्वांटिटीव होते हैं अगर वास्तव में कोई क्रम हो कि ये पहला प्रकार है यह दूसरा प्रकार है यह तीसरा प्रकार है और यह है चौथा प्रकार है तो हम पहले से चौथे प्रकार की ओर बढ़ते हुए जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को इस्तेमाल करके एक बेहतर तरीका इजाद कर सकते हैं इंटरवल स्केल में क्वांटिटीव स्केल की जैसे क्रम होता है उदाहरण के तौर पर हमने पहले भी ऑपरेटर एक ऑपरेटर दो और ऑपरेटर 3 को उनकी कुशलता के आधार पर कुछ वैल्यूज दी थी जैसे 8 दो व 5 यह सब वर्गीकरण या अनुक्रम यह दूरी हो सकती हैं परंतु यह कभी भी मूल नहीं होती इंटरवल का उदाहरण हम तापमान में देख सकते हैं जैसे हम तापमान को डिग्री फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस आदि में मापते हैं तो अगर किसी वस्तु का तापमान 25 डिग्री और किसी अन्य वस्तु का तापमान 20 डिग्री है तो यदि मैं दोनों वस्तुओं को साथ रखो तो क्या तापमान 45 डिग्री हो जाएगा नहीं इसके साथ एक बड़ा थर्मल मॉडल जुड़ा हुआ है जिसमें वस्तुओं की धातु उनके समग्र सतह क्षेत्र का कितना संपर्क में है उन दो वस्तुओं की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है कितने समय में दोनों वस्तुओं का तापमान एक एक समान हो जाएगा यह वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है जैसा कि हम जानते हैं तापमान को सीधे नहीं जोड़ा जा सकता और ना ही हम 100 डिग्री को 25 डिग्री से सीधे भाग कर सकते हैं रेशों स्केल में एक निश्चित जीरो होती है जोकि तापमान में नहीं होती उदाहरण के तौर पर ऊंचाई उम्र और वजन सीधे ही जोड़े जा सकते हैं क्योंकि यह सभी रेशों स्केल हैं जैसे कि 5 किलो सेब को अगर मैं 5 भागों में बांटो तो प्रत्येक भाग में 1 किलो सेब होंगे क्योंकि यह 1 रेशों स्केल है एक और उदाहरण लेते हैं जैसे मेरे पास 100 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी है जिसे मुझे 4 भागों में तोड़ना है तो मैं हर भाग को 25 सेंटीमीटर तोड़ दूं तो मुझे 4 भाग मिल जाएंगे यही वास्तव में रेश्यो है परंतु हम यह नहीं कह सकते कि अगर तापमान 25 डिग्री है तो हम उसे दो भागों में अर्थात 125 डिग्रीस और 125 डिग्री में विभाजित कर देंगे जितनी भी लिनियर मेजरमेंट हम करते हैं वह सब रेशों स्केल में होती हैं तो हम इनका उपयोग कहां करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इंटरवल और रिशु स्केल को पढ़ते हैं कुछ स्टैटिसटिकल टेस्ट में हम नॉमिनल और ऑर्डिनरी टेल्को इस्तेमाल करते हैं परंतु ज्यादातर समय हमें संख्यात्मक डाटा का इस्तेमाल करना होता है जैसा कि मैंने कहा था क्वांटिटीव डाटा संख्यात्मक होता है अब मैं आपके साथ दो ओर डाटा डिस्ट्रिक्ट व कंटीन्यूअस की चर्चा करूंगा तो इन सभी चारों स्केल में स्टैटिस्टिकल पैरामीटर का इस्तेमाल हमें ऑर्डिनल इंटरवल तथा रिशु डाटा देता है नॉमिनल डाटा मैं हमारे पास कोई क्रम नहीं होता परंतु फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सभी चारों के लिए गठित होती है जिसे हम N O I R देख सकते हैं हम यहां किस तरह के स्टैटिसटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं नॉमिनल डाटा में अधिकतम वैल्यू मोड होती है न की मीडियन क्योंकि हम इनकी तुलना नहीं कर सकते हमारे पास यहां मोड है जोकि इस स्थान पर संभव है अगर मैं मोड मीडियन व मीन को यहां रख देता हूं तो इन सभी स्थानों पर मोड संभव है मीडियन बीच की एक वैल्यू को कहते हैं हमारे पास नॉमिनल डाटा में मीडियन नहीं होता परंतु ऑर्डिनल इंटरवल रेश्यो स्केल में मीडियन बीच की वैल्यू होती है परंतु सभी को जोड़कर औसत लेना संभव नहीं है अर्थात मीन संभव नहीं है तो हमारे पास मीडियन आ गया है मैं आपको बता दूं केवल संख्यात्मक डाटा में ही हम मीन मॉड मेडियन को निकाल सकते हैं हम रेशों स्केल में गुना व भाग कर सकते हैं परंतु गुणा करना इंटरवल डाटा में संभव नहीं होता हां आप घटा जोड़ कर सकते हैं